विपणन अनुसंधान और विश्लेषण के वर्ग में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे विपणन अनुसंधान विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में पहले हमने प्रक्रिया और चीजें जैसे स्केल और रिसर्च डिज़ाइन आदि के बारे में चर्चा की है आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रह है जो कि नमूना है तो वास्तव में एक नमूना क्या है और नमूना क्यों महत्वपूर्ण है हमें एक नमूने की आवश्यकता क्यों है कई बार यह बहुत कठिन होता है ताकि आप किसी आबादी के बारे में विश्लेषण कर सकें जनगणना या जनसंख्या या आप का एक बड़ा समूह लोगों को या किसी भी अधिकार को जानता है तो ऐसी हालत में क्या होता है जब बाजार बड़ा हो या आप में से कितने लोग जानते हों जनसंख्या ऐसी स्थिति में बहुत अधिक है कि यह असंभव या असंभव के निकट है आबादी के प्रत्येक तत्व या प्रत्येक इकाई को जान लें और फिर एक विश्लेषण करें इस पर और यह उचित भी नहीं है और न ही यह सही है इसलिए ऐसी स्थिति में हम जो करते हैं वह लिया गया तत्व या आबादी का एक छोटा सा हिस्सा होगा और फिर तय करें कि जनसंख्या को प्रतिबिंबित करने के लिए जा रहा है उदाहरण के लिए एक मामले में कई घरों में जहां आप पता है चावल पकाया जा रहा है तो क्या माँ जो खाना बना रही है मूल रूप से वह जांच करती है कि चावल ठीक से पक गया है या नहीं चावल के पूरे बर्तन में से बर्तन में से थोड़ा सा चावल लेकर नमूने के तौर पर जानती है कि चावल पक गए हैं या नहीं तो यह वही काम है जो हम करने जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि वास्तव में नमूना और इसकी प्रक्रिया क्या है तो यह कहते हैं कि नमूना कुछ भी नहीं है लेकिन विपणन में सही जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है जिस प्रथम श्रेणी के बारे में हमने कहा है उस पर शोध करना है जानकारी को एक सबसेट या लोगों के एक छोटे समूह या बड़े के छोटे नमूने से लाया जाता है ग्रुप राइट यानि कि अगर यह हमें बोर्ड जो कि पूरा बाजार है या कह पूरी आबादी लेने के बजाय हम पूरी आबादी का एक छोटा हिस्सा लेंगे और फिर इस छोटे से हिस्से के माध्यम से यह कहने का प्रयास करें कि क्या हमारा बड़ा पूरा भी व्यवहार करेगा विशेष रूप से या नहीं है नमूने के परिणामों का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है बड़ा समूह सही है इसलिए पूरे के रूप में मैंने कहा कि मूल रूप से वह जांच करती है कि चावल ठीक से पक गया है या नहीं चावल के पूरे बर्तन में से बर्तन में से थोड़ा सा चावल लेकर नमूने के तौर पर जानती है कि चावल पक गए हैं या नहीं स्पष्ट रूप से यह तेज़ और सस्ता है इसलिए यदि आप एक ही उदाहरण पर वापस जाते हैं और दो तत्वों के बारे में सोचते हैं लेकिन नमूना पहले है जब आप एक नमूने में मिल रहे हैं क्योंकि आपने कहा था कि हमने ऐसा कहा था नमूना एक तरह से जनसंख्या को प्रतिबिंबित करने वाला एक प्रतिबिंब है इसका मतलब है कि यह एक सच्चा प्रतिनिधि है तो अगर नमूना जनसंख्या का प्रतिबिंब है तो यदि आपके पास मौका है आप उन तत्वों को लेते हैं जो सही नहीं हैं या वास्तव में प्रतिनिधि नहीं हैं तो यह एक मुसीबत होगा तो पहला तत्व इसलिए पहली बात सही विषय या सही आप नमूना आप जानते हैं यह कह सकते हैं कि यह लोगों को भ्रमित न करें लोग क्योंकि अगर आपको पता है कि कंपनी कोशिशों पर काम कर रही है कि पूरी नई कार सामने आ गई है और कंपनी यह जानना चाहती है कि सभी कारों में कोई विशेष समस्या है या नहीं वे बहुत सारी कारों की जाँच नहीं करने जा रहे हैं बल्कि वे कुछ संख्याएँ चुनेंगे कुछ बैचों या कुछ संख्याओं की तरह कारों और फिर वहाँ से वे अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे क्या अन्य पूरी कारों में भी कोई समस्या होगी या कोई समस्या नहीं होगी मान लीजिए कि नमूना कहता है कि प्रकाश या द्वार में समस्या है वहाँ से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस समस्या के होने के बाद जनसंख्या को उस दोष की समस्या होगी जिसे आप जानते हैं उदाहरण के लिए दरवाजों की समस्या लेकिन इस मामले में गलती से मान लें कि हम गलत नमूना ले रहे हैं तो क्या होता है इसलिए यदि हम गलत नमूना लेते हैं तो हम कहेंगे कि कोई समस्या नहीं है अन्यथा हम सही हैं इसके ठीक विपरीत तो सही नमूने का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है और बिंदु यह है कि चावल के मामले में कितने सही हैं हमने कहा कि शायद कुछ गुच्छे हैं चावल के कुछ हो सकता है आप जानते हैं कि 3 4 5 10 एक अच्छा पर्याप्त नमूना हो सकता है लेकिन एक मामले में अन्य मामलों में एक बहुत छोटा सा नमूना आकार के रूप में तो पर्याप्त नहीं हो सकता है और न ही बहुत बड़े नमूने का आकार सही है इसलिए लोगों को बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि नमूना आकार संतुलन होना है नमूना आकार न तो नीचे जा सकता है और न ही यह बहुत अधिक होना चाहिए क्योंकि एक नमूना करने का पूरा तर्क यह था कि जनगणना नहीं करने के लिए जनसंख्या का अध्ययन न करना लागत और समय बचाने के लिए समग्र जनसंख्या लें इसलिए यदि हम बहुत अधिक ले रहे हैं तो वास्तव में ऐसा नहीं है आपको अतिरिक्त जानकारी देनी चाहिए ताकि अनावश्यक बड़े नमूनों का आकार क्यों लिया जाए लेकिन अगर आप बहुत कम लेते हैं तो समस्या हो सकती है वास्तव में एक समस्या हो सकती है जब आप एक विशेष संख्या के नमूने का आकार लेते हैं तो हमें संख्या को कहने दें सही संख्या तब क्या होता है कुछ दोष या कुछ समस्याएं आम तौर पर हैं यदि आपके पास पर्याप्त संख्या है तो इस संख्या के माध्यम से संतुलित किया जाएगा साधनों के माध्यम से या आँकड़ों के हमारे विशेष उपाय के माध्यम से यह आपको संतुलन बनाने में मदद करेगा इसलिए कि ये दोनों सही नमूने का चयन करने में बहुत महत्वपूर्ण हैं और सही संख्या और आप इसे कैसे करते हैं नमूना लेना यह आबादी के उस हिस्से से संपर्क कर रहा है जब यह अच्छा है आपके पास एक बहुत बड़ी आबादी है इसलिए मान लीजिए कि आप भारतीय के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो संपूर्ण भारत की 12 बिलियन जनसंख्या का अध्ययन असंभव है इसलिए जहां बहुत बड़ा है बड़ी आबादी एक सेकंड यह आसान है जब आबादी सजातीय स्पष्ट रूप से सही है जनसंख्या यदि यह विषम है तो विशेषताएँ भिन्न हैं और यदि विशेषता हैं अलग है तो यह कहना बहुत मुश्किल है कि यह एक सच्चा प्रतिनिधित्व होगा एक सही प्रतिनिधित्व सही प्रतिनिधित्व करने के लिए यह समान रूप से सजातीय होना चाहिए जब आप जिन मामलों की जनगणना कर रहे हैं बेहतर जनगणना कुछ भी नहीं है लेकिन समान जनसंख्या है यह उपयोगी है जब जनसंख्या परिमित जनसंख्या हो तो हमें परिमित जनसंख्या या छोटी आबादी समय एक परिमित जनसंख्या है इसलिए परिमित वास्तव में इसका सही अर्थ नहीं निकालता है लेकिन मैं क्या हूं यहाँ समझाने का मतलब है कि जब मैं छोटी संख्या कह रहा हूँ या जब पूरी तरह से परिमित है जनसंख्या भी सीमित है छोटी है दूसरा यह है कि यदि कोई त्रुटि करने की लागत बहुत अधिक सही है तो मान लीजिए कि अब एक अध्ययन है जो हमें इस तरह से समझाता है कि ए के बारे में अध्ययन किया जा रहा है विशेष रूप से दुर्लभ बीमारी विशेष रूप से दुर्लभ बीमारी जो दुनिया में बहुत नई है तो में अगर आप एक छोटा सा नमूना लेते हैं तो ऐसी स्थिति यदि आप पहले से ही आबादी है तो एक छोटा सा नमूना लें बहुत छोटा सीमित है और यदि आप एक छोटा लेते हैं और फिर यदि आप एक त्रुटि करते हैं तो शायद वे हैं आबादी के लिए व्याख्या गलत हो सकती है और जो बहुत खतरनाक हो सकती है मान लीजिए कि आप कहते हैं कि यह बीमारी संक्रामक नहीं है तो हम कहें कि यह वास्तव में संक्रामक है लेकिन नमूने से जनसंख्या आपने कहा कि यह संक्रामक नहीं है तो ऐसी स्थिति बीमारी है बहुत महत्वपूर्ण बात यह बहुत खतरनाक बात है यह अत्यंत कठोर और खतरनाक हो जाता है और इसके के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए अब जब हमने ऐसा किया है तो बजट के पक्ष में स्थितियां छोटी आबादी के अपराध हैं जब आप बड़ी आबादी का आकार लेते हैं तो बड़ा समय कम होता है जब छोटी आबादी का आकार सही होता है तो यह वहां जा रहा होता है तो वहाँ कुछ कर रहे हैं अंतर आपको सही देखना होगा जैसे माप की प्रकृति उदाहरण के लिए विनाशकारी है और यह गैर विनाशकारी है अब आप क्या समझते हैं कि आपको इन सभी चीजों को व्यक्तिगत मामलों पर ध्यान देना होगा व्यक्तिगत मामलों पर ध्यान दिया जाता है यहां कोई ध्यान नहीं है क्योंकि जाहिर है कि नमूना है इतना बड़ा तो आपके पास एक से एक ध्यान नहीं हो सकता है इसलिए ये कुछ समस्याएं हैं विशेषताओं में वेरिएंट छोटा है क्योंकि यह नमूना अध्ययन है यहां वेरिएंट होगा स्वचालित रूप से बड़ी हो क्योंकि जनसंख्या इतनी बड़ी संख्या में है तो आपने यह क्या कहा कि जब जनगणना का उपयोग किया जाना है तो यह शर्तें जनगणना के उपयोग के पक्षधर हैं जब सैंपलिंग की त्रुटियां अधिक होती हैं तो सैंपलिंग त्रुटियों के कम होने पर जनगणना का उपयोग करना बेहतर होता है आपको समझना होगा कि आपको एक नमूना लेना होगा तो ये सब इसी तरह से आपको करना है कि जनगणना का उपयोग करने के लिए नमूना का उपयोग करने के लिए समझें जैसा कि मैंने फिर से कहा कि यह छोटा है आपके पास कम समय है इसलिए एक नमूना लेने के लिए आप एक बड़े समय के लिए एक जनगणना के लिए जाते हैं तो ये मतभेद हैं अब यह एक आबादी की तरह कुछ है एक हिस्सा यह अभी एक नमूना है अगर यह आबादी है नमूना एक दो अलग अलग चीजें हैं जो वे एक दूसरे के बारे में नहीं बता रहे हैं जो नमूना नहीं करता है जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें तो इस तरह के अध्ययन को करने का क्या फायदा तो विशेषता यह है कि यह सुलभ होना चाहिए सबसे पहले यह प्रतिनिधि सुलभ होना चाहिए और कम लागत का मतलब है कि जब आप नमूना खींचते हैं तो नमूना ए होना चाहिए प्रतिनिधि यह आसानी से सुलभ औसत दर्जे का होना चाहिए ताकि ये विशेषता सही हों और कम लागत का उपभोग करना चाहिए ताकि ये कुछ विशेषताएं हों आइए हम जिस शब्दावली पर चर्चा करते हैं उसे देखते हैं क्योंकि हमने आबादी पर चर्चा की थी जो पूरे समूह को सही जानती है तत्व या सैंपलिंग यूनिट एक एकल इकाई है जो 50 छात्रों की कक्षा में कहती है जिस कक्षा को हम कहते हैं जनसंख्या 50 है इसलिए प्रत्येक छात्र 1 2 3 4 प्रत्येक एक इकाई या तत्व है इसलिए सैंपलिंग की सैंपल में से सब्मिट का चयन 50 तो हमें बताएं कि आप केवल पांच छात्रों को लेने की कोशिश कर रहे हैं या दस छात्रों ताकि नमूना है नमूना फ्रेम मूल रूप से है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर याद रखें कि नमूना फ्रेम वह निर्देशिका या कोई उपलब्ध दस्तावेज है जिसके लिए डेटा उत्पन्न या निकाला हुआ है इसलिए जनसंख्या की सूची जिसमें से नमूना है जनगणना को चुना गया है तो आइए देखते हैं कि यह नमूना डिजाइन प्रक्रिया कैसे होती है हमने जनसंख्या को सही परिभाषित किया है पहली बात तो यह है कि आप इसके लिए नमूना फ्रेम को परिभाषित करते हैं नमूना एकत्र करने के लिए ठीक तीसरा नमूना प्रक्रिया को निर्धारित करना है अब यहाँ वास्तव में जब आप नमूना प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं तो दो चीजें सही नमूना होती हैं नमूनाकरण दो तरीकों से किया जाता है इसलिए हम जो कहते हैं वह संभाव्य या यादृच्छिक नमूनाकरण सही या यादृच्छिक होता है दूसरे का नमूना गैर संभाव्य या गैर यादृच्छिक है तो अब एक बार फिर उनमें से प्रत्येक का अपना सेट एक बार सही है तो एक बार जब आप तय करते हैं कि क्या नमूना विधि है एक संभाव्य विधि एक यादृच्छिक विधि का उपयोग करना चाहिए या एक गैर यादृच्छिक विधि हम देखेंगे और फिर सही निर्णय लेने के बाद आप यह निर्धारित करते हैं कि क्या नमूना आकार अब कोई भी सांख्यिकीय का उपयोग नहीं कर सकता है लेकिन आमतौर पर कभी कभी हम अंगूठे के एक नियम की तरह कुछ नियम हैं आपको यह भी बताएगा कि ऐसा करने के बाद या तो आप गणना करते हैं या आपके पास या अन्य तरीकों से और फिर आप नमूना डिजाइन निष्पादित करते हैं लक्षित जनसंख्या मूल रूप से यह कहती है कि आदर्श रूप से आप जो सर्वेक्षण करना चाहते हैं उनके प्रकार सूचना क्या हैं जिन्हें बाहर रखा जाना चाहिए इसलिए यह वही है मूल रूप से लक्ष्य आबादी लक्षित जनसंख्या कोई है जहाँ से अनुसंधान का उद्देश्य मूल रूप से जुड़ा हुआ है जो हमें यह समझने देता है इसलिए यह उदाहरण के लिए कि लोगों की उम्र क्या है लिंग क्या होना चाहिए क्या वे उपयोगकर्ता हैं उत्पाद का उपयोग सही है इसलिए वे कुछ चीजें हैं जो लक्ष्य को परिभाषित करने में मदद करती हैं जनसंख्या यह जनसंख्या इकाइयों को शामिल करती है यदि आप एक अध्ययन करते हैं तो यह उदाहरण के लिए एक सीमा स्थापित करता है हमें एशिया में कहने दो या हमें भारत में कहने दो या हमें केरल में कहने दो तो इसका नमूना बदल रहा है इसलिए एक सीमा है और फिर आपके पास स्क्रीनिंग प्रश्न हैं तो ये कुछ ऐसे हैं जैसे आप हम से शुरू करते हैं इसलिए तत्व सबसे अधिक है सबसे छोटी इकाई या इकाई का तत्व बता दें कि ये दोनों बहुत समान हैं इसलिए यह एक व्यक्ति है या परिवार सही है तो तत्व को परिभाषित करते हुए हम कहते हैं कि दो बच्चों वाले 20 से अधिक परिवार हैं उदाहरण के लिए भौगोलिक सीमाएँ सही हैं लोग हैं या हम आपको जान सकते हैं कुछ हद तक यह भौगोलिक हो सकता है या यह केवल परिवारों की तरह कुछ हो सकता है जो फास्ट फूड खाते हैं इसलिए हमारे पास यह एक भौगोलिक सीमा नहीं हो सकती है इसलिए यह एक सीमा हो सकती है जिसका मतलब है कि केवल वे लोग जो फास्ट फूड खा रहे हैं जरूरी नहीं कि भौगोलिक सीमा अधिकार हो एमआर या मार्केटिंग रिसर्च कर रहे छात्र अब टाइमिंग भी ठीक कर रहे हैं लक्ष्य की स्थिति को परिभाषित करते समय बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका मतलब केवल एक अध्ययन है ऐसे लोगों का फॉर्म काटें जो इस मामले में पिछले सात दिनों के भीतर या केवल पिछले एक साल के साथ हैं या आपकी समय सीमा क्या है जिसे आपको सही निर्णय लेना है तो हम कहते हैं कि नमूना फ्रेम अब पहले भी मैंने कहा है कि मैकडॉनल्ड्स खाने वाले छात्र हैं सड़क पर बेतरतीब ढंग से आबादी के युवाओं की सूची सड़क फोन बुक में आपके पीले पन्नों को सही करती है हमने कहा कि सही विश्वविद्यालय मेलिंग सूची कुछ तरीके हैं जिनसे आप नमूना फ्रेम इकट्ठा करते हैं वास्तव में क्या नमूना फ्रेम पूरी तरह से सही शामिल है इसलिए डिजाइन सैंपलिंग फ्रेम के बाद सैंपल फ्रेम को डिजाइन करते समय हम इस पर ध्यान देते हैं सैंपलिंग डिज़ाइन सही है जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास दो प्रकार के डिज़ाइन हैं इसलिए गैर संभाव्य और संभाव्य या संभाव्य और ठीक इसके विपरीत तो चलिए शुरुआत करते हैं उस गैर से जो प्रकृति में संभाव्य अधिकार तो एक गैर संभाव्य नमूना सही गैर क्या कहता है संभावित नाम के रूप में आपको सुझाव है कि कुछ ऐसा है जो हमें प्रकृति को एक गैर यादृच्छिक कहता है प्रकृति में यादृच्छिक गैर संभाव्य तो एक नमूना चुनने की संभावना संभावित नहीं के बराबर है इसलिए संभावना कहती है किसी इकाई या किसी तत्व को अधिक जनसंख्या से हर इकाई के चयन की संभावना है समान अधिकार लेकिन यहां एक गैर संभाव्य मामले में हम कह रहे हैं कि यह समान अधिकार नहीं है यदि यह नहीं है बराबर तो वहाँ क्या है तो क्या अलग तरीके हैं जो अलग नमूना गैर हैं संभाव्य नमूनाकरण तकनीक पहली सुविधा है जैसा कि नाम से ही पता चलता है समझ सुविधा नमूना कुछ भी नहीं है लेकिन कुछ है जो आपके पास उपलब्ध है आइए हम नमूने की सुविधा के नमूने पर जाएं यह सुविधा का नमूना प्राप्त करने का प्रयास है तत्वों को सही उत्तरदाताओं का चयन किया जाता है क्योंकि वे सही जगह पर होने वाले होते हैं सही समय तो सौभाग्य से आप सड़क पर जा रहे हैं और आपको पता है कि आप किसी को देखकर मुस्कुराए थे आप और आप अब उसे अपना डेटा भरने के लिए कह रहे हैं तो यह उतना ही अच्छा है जितना कि ठीक है जब आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरी क्लास के लोग मॉल में मॉल सही मॉल के मूल्य इसलिए कुछ विशिष्ट विशेषताओं वाले लोग आपको एक गंजा आदमी और आप मिल गए महसूस आपका है क्योंकि आपकी पढ़ाई कुछ गंजेपन से संबंधित है और आपको लगता है कि कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है ताकि हम कुछ ऐसा करें जो हम कहते हैं कि सुविधा नमूनाकरण में लेकिन खतरे का खतरा है सुविधा का नमूना तब होता है जब आपको बहुत आसान मिलता है कुछ नुकसान भी होते हैं सुविधा का नमूना होना चाहिए किसी भी निर्णायक अध्ययन के दौरान इस्तेमाल करने के लिए सटीक नहीं है इस निष्कर्ष को याद रखें कि मैं जो कहता हूं वह वर्णनात्मक या कारण सही है या कारण है तो इन दो प्रकार के अध्ययनों में सुविधा के नमूने का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ताकि यदि आप शोधकर्ता यदि आप PHD छात्र हैं या आप या शोध में कोई छात्र इसे याद रखते हैं तो कृपया इसे याद रखें यह प्रश्न हो सकता है कि आपसे nay पैनल में पूछा जा सकता है कोई पैनलिस्ट आपसे पूछ सकता है कि क्या आप संयोग से आपने इस उपकरण और सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करके एक सुविधा नमूने का उपयोग किया है और सभी क्योंकि वे उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि सुविधाजनक नमूने इस प्रकार आपको करने की अनुमति नहीं देते हैं यह अनुमेय नहीं है यह आपको सही करने के लिए वांछनीय नहीं है इसलिए अब सुविधा नमूनाकरण क्या है आप एक खोजपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं तो जब आप प्रक्रिया के रूप में होते हैं तो एक परिकल्पना निर्माण करते हैं इसलिए और आप इसे उस समय कर रहे हैं यह अच्छा है ताकि शोध मिल सके सेल फोन से उपयोग किए जाने वाले अधिकांश किशोरों को स्थानीय में जाने के लिए कौन सी सुविधाएँ मिलेंगी मॉल और उन किशोरियों का सर्वेक्षण करें जिन्हें वे पाते हैं कि कोई भी किशोर सुविधा का हिस्सा होगा इसी तरह का नमूना जो दवाइयों के डॉक्टर आपको 65 से अधिक लोगों को देना पसंद करते हैं पता लगा सकते हैं कि शोधकर्ता डॉक्टर के कार्यालय का दौरा कर सकते हैं और रोगियों कि प्रोफ़ाइल फिट से डेटा एकत्र कर सकते हैं अब तैयार मरीज जरूरी सही मरीज नहीं हैं इसलिए हम सही सवाल नहीं कर रहे हैं अभी लेकिन जो कुछ भी ऐसा है जो केवल सुविधा का तरीका है दूसरा निर्णय है अब सुविधा की अपनी समस्याएं ठीक थीं इसलिए एक बार सुविधा सुझाव देने वाली समस्याओं के बारे में सोचती है इसके बाद अगला क्या है इसके बारे में हम आगे कह रहे हैं कि यह निर्णय ठीक है इसलिए अब शोधकर्ता महसूस करते हैं कि हम किसी प्रकार के निर्णय का उपयोग करते हैं अब सुविधा भी ठीक नहीं थी निर्णय भी सुविधा के नमूने का ही हिस्सा है लेकिन केवल सुविधा मदद नहीं करती है तो हमें इसे थोड़ा और अधिक परिष्कृत थोड़ा और कठोर बनाने दें हम क्या करेंगे क्या हम निर्णय के नमूने का उपयोग करते हैं तो वह अपने निर्णय का उपयोग यहां करता है उदाहरण के लिए पहले ही समझा दिया है कि आप पहले बाजार का परीक्षण कर चुके हैं इसलिए परीक्षण बाजार ऐसे बाजार हैं जहां एक कंपनी यह परीक्षण करना चाहती है कि उनके पास एक नया उत्पाद है या नहीं बाजार में लाया गया अच्छा होगा या नहीं अब वे ऐसा कैसे करते हैं कि शुरू में एक परीक्षण बाजार करें पता लगाना है कि कौन सा सही बाजार है ठीक है तो आप कैसे करते हैं कि अब आप सबसे पहले जाते हैं क्या आप सोच सकते हैं कि लक्षित आबादी कौन हो सकती है तो एक बार जब आप अपने लक्ष्य की आबादी को समझ लेते हैं तो यहां से स्वचालित रूप से आप ठीक देखने की कोशिश करते हैं जो शहर या शहर के अधिकार हैं जिनके पास जनसंख्या के इस तरह के ढांचे का अधिकार है धर्म के संदर्भ में लिंग के संदर्भ में आय के संदर्भ में जनसंख्या संरचना जनसांख्यिकी आम तौर पर ठीक बोल रही है वहाँ से आपने परीक्षण किया तो अब मैं परीक्षण बाजारों के मामले में मान लीजिए कि मैं एक का उपयोग करूँगा निर्णय नमूना क्योंकि सभी परीक्षण भारत में इतने सारे नागरिकों पर एक सही परीक्षण बाजार है मैं निर्णय द्वारा उपयोग करूँगा ठीक है जो कि एक है इसलिए यह किसी भी शहर की सुविधा नहीं है जो मैं नहीं का चयन कर रहा हूँ मैं केवल उन लोगों का चयन कर रहा हूँ जो मेरे लक्ष्य जनसंख्या के लिए उपयुक्त हैं तो मेरा लक्ष्य बाजार खरीद इंजीनियरों एक औद्योगिक विपणन अनुसंधान में चयनित क्योंकि ये सबसे अच्छे लोग हैं जो खरीद प्रक्रिया में शामिल हैं इसलिए वे सबसे अच्छे होंगे अदालत में इस्तेमाल होने वाले किसी भी औद्योगिक विपणन अध्ययन विशेषज्ञ गवाहों के बारे में बताइए अदालत ने केवल उन लोगों से पूछा जो विशेषज्ञ सही विशेषज्ञ गवाह हैं इस तरह से लोगों का अंदाजा है कि वास्तव में क्या सही है इसलिए यह एक उदाहरण है एक अध्ययन यहां तक कि शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि स्नातक में क्या होता है कॉलेज में संस्कृत में स्नातक करना कितना मुश्किल या कितना आसान है एक ऐसे लोगों को जिन्होंने अधिकार दिया शोधकर्ता पहले हाथ की सलाह वही देते हैं जो आपने संस्कृत में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है संस्कृत में स्नातक नहीं किया है तो आप कैसे सबसे अच्छे लोगों को सबसे अच्छा व्यक्ति नमूना होगा तीसरा स्नोबॉल नमूना है इसलिए आजकल स्नोबॉल नमूना फर्मों में बहुत लोकप्रिय है स्नो बॉल में क्या होता है जैसा कि आप देखते हैं कि स्नो बॉल के नमूने हैं सबसे पहले आप प्रतिसादित या नमूना इकाइयों के प्रारंभिक समूह का चयन करें और फिर इन नमूने का प्रतिनिधियों का जवाब दिया जाता है दूसरे को जवाब देने या दूसरे में खींचने में मदद मिलेगी अगर सही जवाब दियातो मेरा मतलब है यहाँ स्नोबॉलिंग है इसे रेफरल भी कहा जाता है नमूनाकरण रेफरल नमूनाकरण इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप एक सॉफ्टवेयर कंपनियों में देखते हैं कि वे क्या करते हैं उन्हें लाने की कोशिश करें कि वहां कर्मचारी किसी अन्य दोस्त या किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर हाइव करें जो इस विषय पर अच्छा है ताकि भाषा या मंच या किसी विशेष प्रकार का हो तो ऐसे में यह स्नोबॉल नमूना है उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दुर्लभ बीमारी है जिसका शोधकर्ता स्नोबॉल के नमूने का उपयोग कर सकता है क्योंकि विषयों को प्राप्त करना मुश्किल है एक अध्ययन कहा जाता है जिसमें लोग या उन लोगों पर जो उभयलिंगी हैं वे दोनों का उपयोग करते हैं दाएं हाथ कुछ खिलाड़ी जिन्हें आपको देखना चाहिए कि वे दाएं हाथ के गेंदबाज हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं दाएं हाथ के गेंदबाज या बाएं हाथ के बल्लेबाज या इसके विपरीत तो अब ऐसे लोग नहीं हैं आम तौर पर सही पाया जाता है इसलिए संभावना भिन्न हो सकती है किसी और के नाम का उल्लेख करें क्योंकि वह हो सकता है जो समान हो या उसके जैसा व्यवहार समान हो तो यह कुछ ऐसा है जिसे स्नोबॉल नमूना कहा जाता है अब आता है कोटा 4 का नमूना क्या है कोटा नमूनाकरण यदि आप देखते हैं कि यह दो चरणीय निर्णय नमूना है तो दो चरण क्या है 1 सेट चरण में श्रेणियों को नियंत्रित करने वाली श्रेणियां विकसित की जाती हैं या आप जो कहते हैं वह कोटा ठीक है जनसंख्या इसलिए जनसंख्या को विभिन्न नियंत्रण श्रेणियों में विभाजित किया गया है जो कि हैं कोटा 2 में चरण नमूना तत्वों को किसी विधि की तरह सुविधा के आधार पर चुना जाता है या निर्णय तो चलो इस उदाहरण को लेते हैं मान लीजिए कि अब आप एक कोटा नमूना करना चाहते हैं तो पूरी आबादी का कहना है कि यह आबादी का सही नमूना है तो हम जो करते हैं मान लेते हैं संपूर्ण जनसंख्या वे पुरुष और महिला में विभाजित हैं और आप चाहते हैं कि 1000 सभी का जवाब दिया जाए साथ में इसलिए अब उदाहरण के लिए मान लें कि वे जो कुछ भी हैं जनसंख्या में हैं कहने दें कि वे 60 पुरुष और 40 महिला कहते हैं इसलिए जब मैं सभी का नमूना ले रहा हूं तो यह समान है मान लो मैं 1000 का जवाब दिया है तो मैं पुरुष से 600 और महिला से 400 लेंगे अब मान लीजिए कि आपके पास है इस शब्द से विभाजित कहते हैं कि धर्म को अब हिंदू ईसाई और मुस्लिम कहें अब हिंदू 34 कहते हैं ईसाई कहते हैं हिंदू थोड़ा अधिक होगा 54 ईसाई 21 और 22 है मुस्लिम बाकी लोग ठीक हैं इसलिए जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं इसका मतलब निकालूंगा मेरा नमूना होगा 210 220 और केवल 3 ही सही नहीं 30 तो यह मेरे एकत्र करने का पूरा तरीका है नमूना कोटा नमूना लेकिन यहाँ जब मैंने एकत्र किया है तो मैंने इन नमूनों को एकत्र किया है विश्वास या निर्णय का आधार यह कोटा के नमूने और अन्य के बीच का अंतर है इसलिए मान लीजिए कि शोधकर्ताओं को अकादमिक प्रदर्शन की तुलना करना पसंद है विभिन्न हाई स्कूल स्तर के स्तर यह लिंग और सामाजिक गतिविधियों की स्थिति के साथ संबंध है पहचानकर्ता उपसमूह अध्ययन की विशेषताएँ या चर हैं जो शोधकर्ता को विभाजित करते हैं दो वर्गों या वर्ग स्तर में पूरी आबादी लिंग और सामाजिक अर्थशास्त्र के साथ प्रतिच्छेद करती है एक ही बात है कि मैं पिछली कक्षा में हमने अपने गैर संभाव्य नमूने के बारे में बात की है अब हम अगले पर जाएँगे जो कि संभाव्य नमूना है तो क्या संभावना है नमूने के रूप में हमने कहा कि संभाव्य नमूना कुछ ऐसा है जहां एक का चयन करने का मौका प्रतिवादी समान है आप नमूना चुन रहे हैं सभी के पास चयनित होने का एक समान मौका हैं प्रत्येक इकाई के पास नमूने में चयनित होने की संभावना से अधिक की जनसंख्या होती है और इस संभावना को सटीक रूप से हर जनसंख्या हर तत्व में निर्धारित किया जा सकता है जनसंख्या के पास चयन की समान संभावना है इसलिए हर किसी के पास समान मौका है ठीक है अब हम कहते हैं कि यह जनसंख्या है यह नमूना फ्रेम है और यह नमूना सही है इसलिए इस नमूने को चुना गया है और इस नमूने को यहाँ क्यों इस आरेख को दिखाया गया है कि यह नमूना है लेकिन आप जो कुछ भी इस नमूने से अनुमान लगाएंगे उसका उपयोग इस आबादी को परिभाषित करने के लिए किया जाएगा संभावना नमूनाकरण के दौरान एक तरह से ठीक है इसलिए मैं आपको यह बता दूं कि मुझे नहीं पता कि मैंने यहां इसका उल्लेख किया है या नहीं संभाव्य नमूनाकरण अधिक या सभी प्रकार के उपयोग की सलाह दी जाती है सभी प्रकार के प्रायोगिक अध्ययनों में प्रायोगिक अध्ययनों को एक संभाव्य के लिए जाना उचित है सैंपलिंग की विधि ठीक है तो यह जो कर रहा है वह गणितीय सिद्धांत है उदाहरण के लिए प्रत्येक इकाई में एक शून्य और गैर संभावना है चयन त्रुटि नमूना तक पहुँचने के लिए प्रायिकता चयन गणितीय सिद्धांत उपलब्ध है त्रुटि वह चीज है जो आप कह सकते हैं कि शोधकर्ता गलती की मात्रा को स्वीकार कर रहा है अन्य स्वीकार्य गलती हो सकती है जो आप सही कह सकते हैं तो पहले एक सही इतना सरल यादृच्छिक नमूना सबसे शुद्ध है पहले वाले को सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है इसलिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग आप ही कहते हैं बस आपको पता है कि एक संभावना विधि द्वारा उत्तरदाता का चयन एक संभाव्य विधि द्वारा किया जाता है यदि ऐसा है तो हमारी कक्षा में 50 लोग है इसलिए मैं आँख बंद करके सिर्फ 5 लोगों को बाहर निकालता हूँ जिन्हें मैं नहीं देखता हूँ 5 लोग और यह 5 लोग जब देखते हैं एक लड़की हो सकती है यह एक लड़का हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरी कक्षा का हिस्सा नहीं है लेकिन संयोग से वह कक्षा में आकर बैठ गया है यह संभव हो सकता है लेकिन यह एक तरीका है जिससे हमें इस चर्चा से बचना चाहिए लेकिन आम तौर पर मुझे नहीं पता कि वह ऐसा छात्र हो सकता है जो कभी कक्षा में उपस्थित न हो बहुत अनुपस्थित दिमाग वाला छात्र इसलिए वह सही वांछनीय छात्र नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी मैंने दिया है कि सभी के लिए समान मौका ठीक है इसलिए यह मेरा सरल यादृच्छिक है ताकि जनसंख्या लागू हो जब आबादी छोटी समरूप होती है और कई वर्गों में आसानी से उपलब्ध होती है तो ऐसा कहा जाता है यह लॉटरी सिस्टम की तरह है इसलिए मैं इसमें ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं यह सरल यादृच्छिक नमूने की तरह दिखता है तो यह ग्राहकों की सूची है और बेतरतीब ढंग से लोगों की संख्या का चयन किया गया है अब यह आवश्यक है कि पुरुष की समान संख्या में महिला और सभी के बराबर संख्या होनी चाहिए लेकिन ऐसा ही होना चाहिए इसलिए हम जो करेंगे वह है हम अगले भाग में संभावना वाले भाग को जारी रखेंगे नमूने और भी हम सही नमूना आकार सही समझने के लिए कैसे में मिल जाएगा तो सही नमूना आकार क्या है और आप या तो गणितीय विधि से जा सकते हैं या आपको यह भी समझाएगा कि आप एक ऐसी विधि बताएं जिसमें आप एक गणितीय रूप से भी गैर हो सकते हैं लेकिन आप अपने कुछ प्रकार के नियम का उपयोग करें कुछ छात्र यह निर्धारित करने के लिए कहेंगे कि आपका नमूना क्या होना चाहिए धन्यवाद